कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल के पाठ्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है हम इंटरनेट की सेवा की क्वालिटी के बारे में विस्तार से डिस्कस कर रहे हैं पिछले कक्षा में हमने व्यापक इंटरनेट क्यू ओ एस आर्किटेक्चर को पढ़ा आज हम सर्विस ट्रैफिक पॉलिसीइंग ट्रैफिक शेपिंग और ट्रैफिक शेड्यूलिंग इंटरनेट क्वालिटी के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को देखेंगे अब हम ट्रैफिक पॉलिसिंग और ट्रैफिक शेपिंग शुरू करेंगे पिछली कक्षा में हम ट्रैफिक पॉलिसिंग और ट्रैफिक को शेपिंग के बीच अंतर के बारे में डिस्कस कर रहे थे हमने ट्रैफिक पॉलिसिंग में देखा कि आप केवल उन शिखर की जांच करें जो सेवा की अपेक्षित क्वालिटी का उल्लंघन कर रही हैं और ऐसी परिस्थिति में आप उन पैकेटों को ड्राप कर दें जबकि ट्रैफिक को शेपिंग देने के मामले में हम वास्तव में इस पूरी पैकेट दर को सुचारू कर रहे है सामान्य रूप से एक नेटवर्क में हम ट्रैफिक शेपिंग देने या ट्रैफिक पोलिसिंग लागू करने के लिए एक जैसी क्रियाविधि लागू करते हैं एक सामान्य नेटवर्क में सामान बिट दर सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पैकेट एक के बाद एक कई राउटर के माध्यम से जाते है और यही वजह है कि हमें अप्रॉक्समेशन करनी पड़ती है और यह अप्रॉक्समेशन वास्तव में दोनों ट्रैफिक पोलिसिंग और ट्रैफिक शेपिंग को एक साथ जोड़ती है विचार यह है कि आप एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करते हैं जिसमे आउटपुट दर विनियमित रेगुलेटड हो और साथ ही अतिरिक्त पैकेट जो सेवा नीतियों की पुष्टि करने में सक्षम नहीं होंगे उनका वाइअलेशन होगा अब इसे हल करने के लिए हमें उस क्रियाविधि की जांच करनी होगी जिसे हम यहां लागू कर सकते हैं पहला क्रियाविधि जिसके बारे में हम बात करने जा रहे है लीकी बकेट एल्गोरिथ्म है हालांकि स्लाइड में मैंने ट्रैफिक पोलिसिंग व्यवस्था के लिए लीकी बकेट का उल्लेख किया है लेकिन जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि यह क्रियाविधि ट्रैफिक पोलिसिंग और ट्रैफिक शेपिंग दोनों के लिए है लीकी बकेट क्रियाविधि बहुत सरल है जैसा कि आप स्लाइड में बकेट का उदाहरण देख रहे हैं आपके पास एक बकेट है जिसकी तली में एक होल है अब अगर उस बकेट में पानी डालते है तो होल के आकार के आधार पर आप को निरंतर दर पर पानी का निकास मिलेगा और यदि आप बकेट की क्षमता से अधिक पानी डालते हैं तो अतिरिक्त पानी बकेट से बह जाएगा इस तरह बकेट की क्षमता वास्तव में ट्रैफिक पालिसी के लिए आवश्यकता की पुष्टि करती है जैसे कि यदि आप एक समय में क्षमता से अधिक पैकेट आते हैं तो अतिरिक्त डेटा पैकेट को ड्राप कर दिया जाता है और इस होल का आकार यह सुनिश्चित करता है कि आप किस निरंतर दर पर पैकेटों को आउट पुट क्यू में भेजेंगे यह है लीकी बकेट एल्गोरिथ्म कि अवधारणा आने वाले पैकेटों को क्यू में लगा दिया जाता हैं इस विशेष क्यू को हम एक पैकेट क्यू कहते हैं आने वाले पैकेट को पैकेट क्यू में रखा जाता है यह पैकेट क्यू एक बकेट की तरह काम करती है जिसमें निरंतर सेवा समय होता है जैसा कि एक सर्वर एक क्यू को कार्य में लाता है यहां आपके पास एक सर्वर क्यू है जोकि हमेशा निरंतर दर r पर ही डाटा पैकेटों को निकालेगी इस विधि में यह मानते हैं कि सभी पैकेट एक जैसे हैं उस विशेष क्यू में जो भी पैकेट होंगे r पैकेट प्रति सेकंड की दर से क्यू से बाहर पैकेट ले जाएंगे अन्यथा आप डाटा भेजने के लिए बिट प्रति सेकंड कि व्यवस्था को भी अपना सकते हैं इनके लिए क्यू में कितने बिट्स आ रहे हैं और आप क्यू से कितने बिट्स निकाल रहे हैं का दयां रखना होगा इस प्रकार आपको एक क्यू में इनपुट प्राप्त हो रहा है और हम लगातार शेपिंग की क्यू का उपयोग कर रहे हैं हमने माना कि R दर से डेटा प्राप्त हो रहा है और क्यू की क्षमता τ टाउ है तो आप क्यू में क्षमता के अनुसार पैकेट रख सकते है और यह एक सामान दर r से आउट पुट देगा आउटपुट पर आपको हमेशा r पैकेट प्रति सेकंड की कांस्टेंट रेट सर्विस मिलेगी अर्थात आपको क्यू से अधिकतम r पैकेट प्रति सेकंड कि दर पर पैकेट मिलेगा यदि क्यू में कोई इनपुट डेटा नहीं आ रहा है तो आपको आउटपुट पर कुछ भी नहीं मिलेगा बहुत ही कम परिस्थितियों में यह दर r से कुछ कम हो सकता है अन्यथा यह दर समान रहती है जो कि इसकी अधिकतम दर r है और यदि आपके इनपुट डाटा τ टाउ से अधिक हो जाता है तो बकेट कि क्षमता से अधिक पैकेटों को ड्राप कर दिया जाता है इस प्रकार सामान दर व्यवस्था लागू करना ट्रैफिक शेपिंग है और सामान डाटा साइज़ व्यवस्था लागू करना ट्रैफिक पोलिसिंग है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि डाटा अपने अधिकतम दर r से इनपुट हो रहा है और R दर से आउट पुट हो रहा है यदि क्यू कि क्षमता से अधिक डाटा आयेगा तो क्यू भरने के बाद डाटा ड्राप कर दिया जायेगा अगर क्यू भरी है तो अतिरिक्त पैकेट ड्राप कर दिए जायेंगे अन्यथा पैकेट सामान दर से भेज दिए जायेंगे डाटा रेट कम होने पर अतिरिक्त बैंड विड्थ खर्चा होगी परन्तु फिर डाटा रेट अपने अधिकतम दर पर पहुँच जायेगा और सामान्यता अदिकतम दर r बनी रहेगी और यदि क्यू भर जाती है तो आप कुछ पैकेट ड्रॉप्स का अनुभव कर सकते हैं इस चित्र में आप देख सकते है कि यह ट्रैफिक शेपिंग वाले आदर्श चित्र से थोडा अलग है उसमे दिखाया गया था कि आउट पुट दर हमेशा सामान रखा जायेगा परन्तु सामान दर बनाये रखना कठिन है क्यूंकि आउटपुट दर इनपुट दर पर भी निर्भर करती है देने के आरेख से विओलाटिंग है अगर अप्प्लिकेशन डाटा उत्पन्न नहीं कर रहा है तो ज़ाहिर है कि डाटा रेट कम हो जायेगा जिसकी वजह से आउटपुट दर में कमी हो जाएगी इस तरह हम वास्तव में इस लीकी बकेट एल्गोरिथ्म की मदद से एक साथ ट्रैफिक शेपिंग और ट्रैफिक पोलिसिंग दोनों को लागू कर सकते हैं हम ट्रैफिक शेपिंग और ट्रैफिक पोलिसिंग व्यवस्था के लिए एक और एल्गोरिथ्म देखेंगे जिसे टोकन बकेट एल्गोरिथ्म कहा जाता है टोकन बकेट एल्गोरिदम ट्रैफिक बर्स्ट का समर्थन करता है टोकन बकेट एल्गोरिदम में एक टोकन बकेट होती है इस टोकन बकेट के अंदर आप r टोकन प्रति सेकंड की दर से टोकन डालते हैं और इस टोकन बकेट का आकार b है इस विधि में टोकन बकेट के अलावा एक पैकेट क्यू भी होती है जोकि पैकेटों को रखती है आपके पास शेड्यूलर भी होता है जोकि शेड्यूलिंग करता है यदि बकेट में टोकन है तो एक डाटा पैकेट भेजने के लिए टोकन बकेट से एक टोकन निकला जायेगा और एक डाटा पैकेट भेज दिया जायेगा ये टोकन एक लॉजिकल टोकन की तरह हैं यह भौतिक इकाई नहीं है टोकन बकेट से आप ट्रैफिक को इस तरह से रेगुलर करते हैं कि टोकन बकेट में हमेशा टोकन उपलब्ध रहें तभी आउटपुट पर डाटा पैकेट भेज सकेंगे अब टोकन बकेट और लीकी बकेट के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे लीकी बकेट विधि में बकेट में एक छोटा सा होल था और जब भी आपको पैकेट मिल रहे थे आप इसे सामान दर पर आउटपुट भेज रहे थे और अगर कोई एप्लीकेशन पैकेट का उत्पादन नहीं कर रहा है तो दर सामान नहीं होगी टोकन बकेट के में एक टोकन जनरेशन दर b से टोकन का उत्पादन होता रहता है और बकेट का साइज़ h है यह दोनों आरबिटरेरी पैरामीटर हैं इस विधि में एक पैकेट बफर होता है जहां आने वाले पैकेट रखे जाते हैं और यह सर्वर वास्तव में टोकन बकेट और लीकी बकेट दोनों का काम एक साथ करता है अगर कोई आने वाले पैकेट नहीं हैं तब भी टोकन बनते रहेंगे एक उदाहरण के लिए यदि आपको 10 पैकेट मिल रहे हैं और उस दौरान टोकन बकेट में आपके पास कुल 6 टोकन हैं तो आप 6 पैकेटों को एक एक करके भेजने के बजाय आउटपुट में एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं जबकि लीकी बकेट में आपको हमेशा पैकेट एक ठीक करके भेजना होगा लीकी बकेट और टोकन बकेट से यही अंतर है यदि आपने पहले बैंडविड्थ का उपयोग नहीं किया है तो आप अभी इसका उपयोग कर सकते हैं और एक पल में ट्रैफिक का एक बर्स्ट बड़े साइज़ का डाटा भेज सकते हैं टोकन बकेट डाटा बर्स्ट का समर्थन करता है क्यूकि टोकन बकेट में अधिकतम बर्स्ट लंबाई होती है इसलिए टोकन की अधिकतम मात्रा भी टोकन बकेट में उत्पन्न की जा सकती है इस प्रकार आप इस विधि से बर्स्ट ट्रैफिक को नियंत्रित कर सकते हैं बर्स्ट ट्रैफिक का मतलब है कि आप ट्रैफिक में एक रेगुलेशन कर रहे है जब डाटा पैकेट वहां नहीं हैं उस दौरान भी लॉजिकल टोकन डाले जा रहे हैं जिस भी समय कुछ नये पैकेट मिले आप पूरी तरह से सारे पैकेट का एक बर्स्ट भेज सकते हैं और फिर पैकेट के इन बर्स्ट भेजने के बाद टोकन जनरेशन दर के आधार पर रेगुलेशन करना शुरू कर सकते हैं आप टोकन को b टोकन प्रति सेकंड पर जेनरेट कर रहे हैं टोकन बकेट और लीकी बकेट के बीच यही अंतर है यदि लीकी बकेट के लिए भी मै एक ही ग्राफ ड्रा करता हूं जो कुछ इस तरह से दिखेगा टोकन बकेट के ग्राफ में इस तरह की पीक दिखेंगी क्यूंकि टोकन बकेट डेटा बर्स्ट कि अनुमति देता है जबकि लीकी बकेट में यह पीक्स नहीं देखेंगी क्यूंकि लीकी बकेट डेटा बर्स्ट कि अनुमति नहीं देता है टोकन बकेट और लीकी बकेट के बीच यही अंतर है टोकन बकेट का विचार व्यवहार में आया क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है कि आप बैंडविड्थ का उपयोग नहीं कर रहे हैं यदि आप बैंडविड्थ का उपयोग नहीं कर रहे हैं और उस समय आपको हायर प्रायोरिटी का अतिरिक्त डेटा मिलता है तो आप इसकी शेपिंग करने के बजाय तुरंत पूरा डेटा रिसीवर पक्ष को भेज सकते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए इस तरह की विधि कभी कभी बहुत उपयोगी होती है क्योंकि जब आप अधिक डेटा भेजेंगे तो विडियो प्लेयर के बफर को पर्याप्त डेटा मिलेगा और वीडियो प्लेयर अपने बफर में उपलब्ध डेटा के साथ विडियो को चलता रहेगा हम टोकन बकेट एल्गोरिथ्म की इस अवधारणा पर वापस आ रहे हैं कि आने वाले पैकेट क्यू में डाल रहे हैं और टोकन उत्पादन की दर r टोकन प्रति सेकंड है ये टोकन आभासी टोकन हैं अब हम इस विधि के कार्यान्वयन के बारे में सोच सकते हैं यदि कोई टोकन है तो आप पैकेट को आउटपुट क्यू में भेज सकते हैं टोकन जनरेशन रेट r टोकन प्रति सेकंड है और बकेट का साइज़ b है आउटपुट ट्रैफ़िक की दर टोकन जनरेशन दर पर निर्भर करती है लेकिन अगर आपके पास ज्यादा डेटा है तो आप इसे एक साथ आगे भेज सकते हैं आउटपुट दर को इस तरह से वर्णित कर सकते हैं आने वाले पैकेट दर को Pt से दर्शाया जाता है और brt टोकन जनरेशन रेट को दर्शाता है आउटपुट दर Pt और brt में से न्यूनतम संख्या होगी आउटपुट रेट b तब होगा जब आने वाला पैकेट रेट इस brt से कम होगा जब भी इन दोनों लाइन का क्रॉस सेक्शन होता है तो यह brt को ओवरशूट करता है तो आप brt की दर से डेटा भेजते हैं यह वास्तव में आउटपुट दर देता है यहां b प्रारंभिक टोकन बकेट साइज़ देता है इस ग्राफ में हम एक एक्सिस पर पैकेट और दूसरी एक्सिस पर समय दिखा रहे हैं पैकेट साइड में यह विशेष लंबाई आपको अधिकतम बर्स्ट साइज़ देगी

अब हम अधिकतम बर्स्ट साइज़ का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं हमारे पास आने वाले पैकेट दर के रूप में Pt है जिसे हम Y एक्सिस पर दर्शाते हैं Y एक्सिस प्राप्त हुए पैकेटों और X एक्सिस समय को डीनोट कर रहा है और यह ग्राफ समय के संबंध में प्राप्त हो रहे पैकेटों की क्युमुलेटिव संख्या है जोकि Y Pt है लाल रेखा टोकन बकेट दर्शाती है बकेट साइज़ b है और brt टोकन जनरेशन रेट को दर्शाता है Y brt के बराबर है टोकन डालने कि दर r है टोकन की क्युमुलेटिव संख्या rt होगी शुरू में टोकन की संख्या b है हम मान रहे हैं कि टोकन बकेट भरा हुआ है जिसके बाद हम शुरू कर रहे हैं उसके बाद आप rt की दर से टोकन डाल रहे हैं इस प्रकार क्युमुलेटिव दर Y brt के बराबर है एक विशेष समय t1 पर जहाँ क्रॉस सेक्शन हो रहा है यह T t1 के बराबर है यह आपको अधिकतम बर्स्ट शेपिंग देगा अब हम इस अधिकतम बर्स्ट साइज़ का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं यह आपको इस बिंदु पर अधिकतम बर्स्ट शेपिंग क्यों देगा इस बिंदु पर आप अधिकतम आउटपुट डेटा प्राप्त कर सकते हैं यह पता लगाने के लिए हम इस क्रॉस सेक्शन का पता लगाते हैं इस बिंदु t1 पर हम Pt1 brt1 लिख सकते है इस क्रॉस सेक्शन प्वाइंट पर आप t1 b कर सकते हैं अब t के इस वैल्यू को Y में रखते हैं आप इस समीकरण से पता लगा सकते है कि Y1 MBS या Y1 Pb P - r यह आपको अधिकतम बर्स्ट साइज़ देगा जो टोकन बकेट एल्गोरिदम के मामले में हो सकता है इस अनुमान के साथ हम अपनी टॉपिक पर वापस आते हैं इस तरह से लीकी बकेट के विपरीत टोकन बकेट एल्गोरिथ्म अच्छी तरह से बर्स्ट ट्रैफिक का समर्थन करता है यहां हम लीकी बकेट और टोकन बकेट एल्गोरिदम के बीच अंतर पर बात करेंगे लीकी बकेट एल्गोरिदम ट्रैफिक को सुचारू रूप से बाहर करता है लेकिन यह बर्स्ट ट्रैफिक को अनुमति नहीं देता है जबकि टोकन बकेट ट्रैफिक को सुचारू रूप से समाप्त करता है और क्योंकि टोकन बकेट में आने वाले पैकेट टोकन नहीं होते हैं इसलिए बर्स्ट ट्रैफिक की अनुमति भी देता है और बर्स्ट ट्रैफिक को संचित टोकन की मात्रा तक अनुमति दी जाती है इस विशेष गणना को हमने पहले भी किया था हमने वास्तव में टोकन की मात्रा की गणना की जो इस बिंदु तक जमा हो सकती है क्योंकि उसके बाद यह आउटपुट दर जैसा कार्य करता है यदि हम आउटपुट दर केलिए ग्राफ खींचते हैं तो आउटपुट दर इस लाइन का पालन करेगी इसलिए जब भी आपका Pt brt आउटपुट O min Pt brt जिस समय आपके पास बाहर निकालने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैकेट नहीं थे उस समय टोकन बकेट में टोकन जमा हो रहे थे और इस बिंदु पर आप बर्स्ट के पीक पर पहुंच गए हैं और फिर आपने एक साथ सारा डेटा स्थानांतरित कर दिया अगर हम संख्या के सन्दर्भ में देखें तो पैकेट की क्युमुलेटिव संख्या Y एक्सिस पर दिखेगी यदि हम Y एक्सिस पर पैकेट प्रति सेकंड दिखाएँ तो ग्राफ कुछ इस तरह होगा जब भी आने वाला पैकेट होगा तो भेज दिया जायेगा परन्तु जब बर्स्ट डाटा होगा तो पैकेट rt कि दर से भेजा जायेगा जैसा कि हम उल्लेख कर चुके हैं कि लीकी बकेट और टोकन बकेट एल्गोरिदम दोनों ही ट्रैफिक शेपिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकती है और अंतर यह है कि आवश्यकता अनुसार किसी समय आप पैकेट भेजने कि दर को r से बढ़ा भी सकते हैं लेकिन अगर एप्लीकेशन डेटा की कम मात्रा पैदा कर रहा है तो दर भी कम ही होगी यदि आप एक विशेष दर पर डेटा चाहते हैं तो आप एक अतिरिक्त प्लेआउट बफर जोड़ सकते हैं प्लेआउट बफर एक अतिरिक्त बफर है जिसे आपके ट्रैफ़िक शैपर के सामने जोड़ा जा सकता है प्लेआउट बफर जोड़ने का उद्देश्य पहले आने वाले पैकेटों में अतिरिक्त देरी करना है यहां आपके पास यह देरी ज्यादा थी क्योंकि आपके पास कुछ पैकेट थे जो तेजी से आए थे आप उन पहले से आये हुए पैकेटों को अतिरिक्त डिले दे सकते हैं जिससे आप उससे कुछ अधिक समानता अनुभव कर सकते हैं कुछ कठोर अप्लिकेशन को कुछ समय अतिरिक्त डिले देने के लिए प्लेआउट बफर लागू कर सकते हैं ट्रैफिक शेपिंग और ट्रैफिक पुलिसिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लीकी बकेट और टोकन बकेट एल्गोरिदम के बारे में हमने देखा अगले लेक्चर में हम विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की जांच करेंगे जो विभिन्न प्रकार के क्यू बद्ध मैकेनिज्म लागू करते हैं जैसे प्रिओरिटी क्युइंग वेटेड फेयर क्युइंग और कस्टम क्युइंग आदि इस क्लास में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद